इस मॉड्यूल में हम ध्वनि के प्रसार को देख रहे हैं हमने मूल बातें देखीं हमने पहले की कक्षाओं में डेसिबल स्केल और फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में बात की हम यहां यह देखेंगे कि ध्वनि का प्रसार कैसे होता है हम इसके मूल बातों के बारे में बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात ध्वनि स्तर को जोड़ने के बारे में है जब आपके पास दो स्रोत हैं 3 स्रोत हैं तो आप डेसीबल कैसे जोड़ते हैं फिर हम दिशात्मक और गैर दिशात्मक स्रोतों के बारे में बात करेंगे फिर हम अंत में शोर बाधाओं और ध्वनि क्षीणन से जुड़ी छोटी गणना के साथ समाप्त करेंगे हम ध्वनि को इस दिशा में ध्वनि उत्सर्जक बिंदु के रूप में सभी दिशाओं में समान रूप से मान रहे हैं कल्पना करें कि एक क्षेत्र है आपके पास ध्वनि स्रोत है जो सभी दिशाओं में समान रूप से ध्वनि उत्सर्जित करता है इसे कोई भी विशेष दिशा ले सकते हैं जिसे हम ओमनी दिशात्मक स्रोत कहते हैं कोई विशेष दिशा लेते हैं आइए हम मान लें कि 0005 वाट की ध्वनि शक्ति ध्वनि पॉवर लेवल तब अगर आप 10 12 वॉट यानी डब्ल्यू रेफरेंस वॉट्स का विकल्प देते हैं तो रेफरेंस वाट्स आपको लगभग 97 डीबी मिलेगा यह एक साउंड पावर लेवल है तो ध्वनि शक्ति से आपके पास ध्वनि शक्ति का स्तर है अगर मुझे तीव्रता की गणना करनी है तो हमने इसे देखा I का मान W 4 pi r2 है तो अब आप एक क्षेत्र लेते हैं इसलिए यह W I W एक स्रोत विशेषता है तो यह Lw होगा यदि मैं आगे की जांच करना चाहता हूं कि तीव्रता और तीव्रता का स्तर क्या है पहले मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि तीव्रता क्या है शक्ति से मैं तीव्रता का पता लगा सकता हूं वही स्रोत मैं 0005 वाट ले रहा हूं अगर मैं स्थानापन्न करता हूं और 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर के रूप में आर लेता हूं तो यह पूरी चीज बन जाती है 1 मीटर अगर मैं तीव्रता को खोजना चाहता हूं तीव्रता 4 10 की घात 5 है इससे यदि आप तीव्रता के स्तर का पता लगाना चाहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि तीव्रता की तुलना में हमारे लिए स्तर अधिक महत्वपूर्ण हैं आपके पास प्रति मीटर वर्ग में 10 की घात 12 तीव्रता का संदर्भ है आपको 86 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता मिलेगी अब आप आगे बढ़ते हैं हमने 1 मीटर के बारे में बात की है अगर मैं आगे 1 मीटर जाता हूँ तो कुल मिलाकर अब 2 मीटर है 2 मीटर पर अगर आप समान ध्वनि स्रोत 0005 वाट की गणना करते हैं यदि आप 1 के बजाय 2 को प्रतिस्थापित करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है तो यहां आपके पास प्रति मीटर वर्ग 00004 वाट था यहां यह 1 है 1 10 की घात 4 वाट प्रति मीटर वर्ग इसके अलावा आप तीव्रता का स्तर पाते हैं यह देखें आमतौर पर याद रखना मुश्किल है 4 10 की घात 4 और 1 10 की घात 4 कहने के बजाय हम केवल एक स्तर ले सकते हैं यदि आप विकल्प और ध्वनि की तीव्रता का स्तर लेते हैं तो यह 80 डेसिबल हो जाता है तो 1 मीटर पर 86 डेसीबल के बजाय यहाँ LI 86 dB था अगर आप 2 मीटर जाते हैं तो यह 80 dB हो जाता है यह तीव्रता का स्तर है यदि आप आगे 1 मीटर जाते हैं तो 6 डेसिबल कम हो गए हैं 2 मीटर के बजाय यदि आप 4 मीटर लेते हैं तो 3 मीटर नहीं यदि आप 4 मीटर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यह आगे 74 डीबी तक आ रहा है जैसा कि आप दूरी को 1 से 2 2 से 4 4 से 8 तक दोगुना करते हैं यदि आप दूरी को दोगुना करते हैं तो दूरी के हर दोहरीकरण में 6 डेसिबल की कमी होगी जो कि बिना किसी अवरोध के मुक्त क्षेत्र में है बिंदु स्रोत के रूप में स्रोतों की कल्पना करना और यह ओमनी दिशात्मक स्रोत है अब कल्पना करें कि दो स्रोत हैं इसके अलावा आप एक और स्रोत पेश कर रहे हैं यह भी बराबर है हमने कहा कि प्रति वर्ग 0005 वाट के बारे में अब दो स्रोत हैं तीव्रता 4 10 की घात 4 करें तो दो स्रोत हैं आई वन और आई टू अगर मैं इसे जोड़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं तीव्रता के स्तर को कैसे पाऊंगा पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा फिर मैं तीव्रता के स्तर को ले जाऊंगा यह 86 dB के बजाय एक और 3 dB से ऊपर जा रहा है यह plus 3 dB पर आ रहा है तो 1 प्लस 1 यह स्रोत 1 है यह स्रोत 2 है यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आपको 3 डेसीबल का एक अतिरिक्त मिलता है जिसका अर्थ है कि ध्वनि की वृद्धि 86 से 89 डीबी तक है इसका मतलब है कि एक और स्रोत जुड़ गया है इसी तरह यदि आप ध्वनि स्तर को 89 से 86 डीबी तक कम करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आपने स्रोतों में से एक को पूरी तरह से बंद कर दिया है एक कमरे में 2 पंप 2 मोटरें हैं जिनमें से प्रत्येक 86 डीबी उत्सर्जित कर रहा है आप उन्हें जोड़ते हैं आपको 89 मिलेंगे यदि आप पंपों में से एक या एक मोटर बंद करते हैं तो आप 3 डेसिबल कम कर देंगे जिसका अर्थ है स्रोतों को बंद कर दिया गया है अब कल्पना करें कि 3 स्रोत हैं पहले दो स्रोतों में समान तीव्रता है लेकिन तीसरा स्रोत लगभग एक चौथाई जैसा है यह इन दोनों चीजों की तुलना में बहुत ही धीमा है यह यहाँ एक और दशमलव जोड़ने जैसा है यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आप 86 प्राप्त कर रहे हैं यदि आप तीव्रता लेते हैं तो आपको ध्वनि की तीव्रता के स्तर में अंतर नहीं दिखता है यह अभी भी 89 के रूप में रहता है इसका क्या मतलब है मैंने अतिरिक्त स्रोत डाल दिया है यह स्रोत संख्या 3 है तो कल्पना करें कि अब 3 स्रोत हैं एक स्रोत 100 डीबी है दूसरा स्रोत भी 100 डीबी है अब अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो मुझे लॉगरिदमिक जोड़ में 103 डीबी मिलने वाला है हम इसके और उदाहरण देखेंगे अगर मैं एक और स्रोत जोड़ रहा हूं जो लगभग 60 डीबी है अगर मैं इसे इसमें जोड़ दूं तो मुझे अभी भी केवल 103 डीबी मिल रहा है मुझे इसमें और वृद्धि नहीं मिलेगी यदि समान स्रोत हैं या यदि एक स्रोत दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक या थोड़ा कम है अगर सीमा इस और इस या किसी भी स्रोत के बीच का अंतर बहुत कम है तो आप समग्र ध्वनि दबाव स्तर में कमी या वृद्धि नहीं पाएंगे कल्पना करें कि आप 100 डीबी प्लस 60 डीबी जोड़ रहे हैं दो स्रोत हैं समग्र संख्या अभी भी 100 डेसिबल होगी कम ध्वनि दबाव या ध्वनि की तीव्रता का स्तर स्रोत नहीं सुनाई देगा इसे कैसे जोड़ा जाता है अब हम साउंड प्रेशर L p1 प्लस L P2 x देख रहे हैं यह 3 डेसिबल हो जाएगा सरल लघुगणक जोड़ एक स्रोत दो स्रोत प्लस 4 स्रोत स्रोत का प्रत्येक दोहरीकरण 3 डेसिबल वृद्धि माना जाएगा सरल लॉगरिदमिक जोड़ जैसा कि मैंने कहा कि आपको 10 एल 110 लेना है एंटीलॉग्स लेना है सरल बात है यह दूसरा ध्वनि दबाव है L2 10 Ln 10 वगैरह कुल मिलाकर अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपको कुल संचयी मूल्य मिलेगा सरल तरीका यदि आपके पास समान स्रोत हैं जैसे हमने कहा कि यहां 200 डेसीबल स्रोत या 100 डेसिबल स्रोतों की संख्या 10 है तो आपके पास मोटर्स हैं 10 मोटर्स का संचालन है हर एक 100 डीबी का उत्पादन कर रहा है यह बहुत आसान है जो आप बस कह सकते हैं 10 लॉग एन एन कई समान ज़ोर स्रोतों की संख्या है आप पाएंगे कि स्तर अंतर क्या है इसलिए जब स्तर 1 डेसिबल से बदलता है उदाहरण के लिए 80 से 81 डीबी 90 से 91 डीबी यह ध्यान देने योग्य है 3 डेसिबल बहुत ध्यान देने योग्य है और उच्च के अनुसार यह ध्वनि स्तर को लगभग दोगुना या आधा कर रहा है यदि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तालिका में याद करते हैं तो हम एक शब्द को समतुल्य ध्वनि दबाव स्तर कहते हैं यह वही है जो हम यहां देख रहे हैं हमारे पास एल समतुल्य है जिसका अर्थ है समतुल्य ध्वनि दबाव स्तर आमतौर पर दो शब्द होंगे वह है L समतुल्य है जो कि लीनियर समतुल्य साउंड प्रेशर लेवल एक और La या A वेटेड साउंड प्रेशर लेवल समतुल्य जिस क्षण आप शब्द को समतुल्य देखते हैं जिसका अर्थ है कि यह एक समय एकीकृत ध्वनि दबाव स्तर है जैसा कि हमने कुछ माप की रिपोर्ट की मैंने आपको दो तीन माप दिखाए जो दिवाली के अवसर पर लिए गए थे माप विशिष्ट सेकंड में लिया गया था और ध्वनि दबाव स्तर काफी भिन्न था तो यह 20 मिनट की अवधि के लिए मापा गया था जो मैंने आपको दिखाया था 20 मिनट के लिए बहुत अधिक डेटा है इसलिए अगर मुझे हर दूसरे को सारणीबद्ध करना है कि ध्वनि दबाव स्तर भिन्नता कैसे है तो हर सेकंड में एक समय टिकट होगा और विभिन्न आवृत्ति पर ध्वनि दबाव स्तर होगा अभी हम आवृत्ति को अलग रखें आपके पास एक रैखिक ध्वनि दबाव स्तर है तो एक टाइम स्टैम्प 1 आपके पास एल 1 है आपके पास एल स्टैम्प 2 आपके पास एल 2 है इसलिए यह एल एन तक जाता है अगर मुझे पूरी चीज़ को तालिका के रूप में रिपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या चाहता है अगर मुझे किसी मूल्य की रिपोर्ट करनी है या मुझे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक रिपोर्ट देनी है मुझे यह साबित करना होगा कि मैं जो गतिविधि कर रहा हूं वह अधिक ध्वनि पैदा नहीं करता है और यह परिवेश को प्रदूषित नहीं करता है उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा कि यदि आप रात के समय में आवासीय क्षेत्र में कुछ शो आयोजित कर रहे हैं तो रात का समय ध्वनि दबाव स्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों के अनुसार 45 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए उस उदाहरण में आप क्या करेंगे आप अलग अलग समय में ध्वनि दबाव स्तर माप की एक श्रृंखला लेंगे ताकि आप विशिष्ट अंतराल पर लगातार मापते रहेंगे निरंतर माप की आवश्यकता है फिर आप इसे सारणीबद्ध करते हैं एक समय एकीकरण लेते हैं इसे योग करते हैं आपको बराबर ध्वनि दबाव स्तर मिलेगा तो यह एक औसत मूल्य की तरह है लेकिन यह विशिष्ट औसत मूल्य नहीं है यह एक समय एकीकृत मूल्य है जिसे आपको एक एकल संख्या मिलेगी जिसे समकक्ष ध्वनि दबाव कहा जाता है इसलिए यदि आप ए वेटेड स्केल पर काम कर रहे हैं तो आपको ए वेटेड समकक्ष ध्वनि दबाव स्तर मिलेगा इसके अलावा तीन पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं जो एल 10 एल 50 और एल 90 हैं इन्हें प्रतिशतक ध्वनि दबाव स्तर कहा जाता है ये आमतौर पर पर्यावरणीय शोर मापन में उपयोग किए जाते हैं Leq और LAeq के अलावा आप L10 L50 और L90 जैसे शब्दों में भी आएंगे ये उस समय के 10 प्रतिशत की तरह हैं जिसमें अत्यधिकता है ये ध्वनि दबाव स्तर से अधिक हैं और यह सिग्मा या माध्य मान है यदि मैं इस 1 घंटे की अवधि या 8 घंटे की अवधि के दौरान L50 कहता हूं तो सिग्मा या L50 50 प्रतिशत का मान उदाहरण के लिए 70 dB है इसका मतलब है कि उस 1 घंटे या 8 घंटे की अवधि के दौरान औसत ध्वनि दबाव का स्तर 70 dB है जिसमें मैंने किया है माप लिया दूसरी ओर जब मैं 90 परसेंटाइल कहता हूं तो इसका मतलब है कि 90 प्रतिशत उस अवधि के दौरान जब ध्वनि दबाव का स्तर मापा जाता है उस समय के 90 प्रतिशत के लिए जब विशेष मूल्य मौजूद होता है इस मामले में यह 60 डीबी हो सकता है 90 प्रतिशत समय के लिए ध्वनि दबाव का स्तर लगभग 60 डेसिबल था 10 परसेंटाइल का मतलब होता है कि समय के 10 प्रतिशत से अधिक क्या हो अगर मैंने कुल अवधि के 10 प्रतिशत के लिए 8 घंटे मापा तो ध्वनि दबाव का स्तर 95 डेसिबल बताया गया यह ध्वनि दबाव के स्तर का प्रतिनिधित्व करने का एक थोड़ा और विस्तृत तरीका है बस इसके समकक्ष या ए समतुल्य कहने के अलावा इसलिए अगर मैं कहूं कि L10 95 है L50 70 है L90 आम तौर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नंबर के लिए 60 डीबी है जो मैं दे रहा हूं मैं 70 नंबर दे रहा हूं यदि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है तो मैं कहूंगा कि ध्वनि दबाव स्तर 70 डेसीबल दर्ज किया गया है जो कहता है कि औसत यह 70 डीबी है लेकिन 10 प्रतिशत समय के लिए यह 95 डीबी से ऊपर चला गया यह 95 डीबी से ऊपर था और 90 प्रतिशत समय तक यह लगभग 60 डेसिबल था जो अब भी ठीक है औसत आपको ध्वनि दबाव क्या है इसका एक मोटा अनुमान देता है लेकिन वास्तविक संख्या इसकी संवेदनशीलता का प्रभाव आपको L10 या L90 के साथ मिलेगा ये दो चीजें भी महत्वपूर्ण हैं उनमें से प्रत्येक के बीच कुछ संबंध यदि आप जानते हैं कि आप दूसरे सरल सांख्यिकीय संबंधों की गणना कर सकते हैं जो मैंने यहां रखा है दूसरा शब्द जो महत्वपूर्ण है वह एक ध्वनि प्रदर्शन स्तर है यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए कितना प्रभाव डालता है एक व्यक्ति के रूप में आप कितने समय के लिए इसके संपर्क में आते हैं मान लें कि आप विशेष मशीनरी का संचालन कर रहे हैं मशीनरी 90 डीबी की आवाज़ का उत्पादन कर रही है यदि आप इसे केवल 5 मिनट में संचालित करने जा रहे हैं तो यह आपके या आपके कान की सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है जब आप इसे 8 घंटे के लिए संचालित करने जा रहे हैं वही मशीनरी जब आप 5 मिनट के लिए काम करते हैं उसी मशीनरी से जिसे आप 8 घंटे तक ऑपरेट करते हैं तो जो प्रभाव आपको ध्वनि के लिए आपके संपर्क में आने का कारण बनता है वह भिन्न होता है तो वह ध्वनि प्रदर्शन स्तर द्वारा दिया गया है यदि आप समतुल्य ध्वनि दबाव स्तर जानते हैं तो आप समय के साथ SEL निर्धारित कर सकते हैं आपको यह जानना होगा कि यह कितना समय है या यदि आप एक जानते हैं तो दूसरा समान ध्वनि दबाव स्तर निर्धारित किया जा सकता है तो वास्तव में क्या होता है आइए हम इस 82 डेसीबल ध्वनि से शुरू करते हैं ये उद्योग श्रमिकों के साथ किए गए अध्ययन हैं यदि यह 82 डेसिबल ध्वनि है अगर कोई व्यक्ति 16 घंटे के बाद 16 घंटे के लिए अनुभव या उजागर कर रहा है तो वह अस्थायी और स्थायी सुनवाई क्षमता से संबंधित समस्याओं के मामले में प्रभावित होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ध्वनि दबाव का स्तर बढ़ता है मान लीजिए कि यह 100 डेसिबल हो जाता है यदि वह 15 मिनट से अधिक समय तक सामने आता है तो उसे सुनने संबंधी समस्याएं होने वाली हैं यदि वह जेट प्रणोदन की तरह 115 डीबी ध्वनि के संपर्क में है तो 30 सेकंड से कम समय में उसे सुनने से संबंधित समस्याएं होंगी इसलिए जब मैं कहता हूं कि श्रवण संबंधी समस्या विशिष्ट क्रॉस सेक्शन दो चीजें महत्वपूर्ण हैं एक कोक्लीअ है दूसरे कान के ड्रम हैं यह इस विशेष हिस्से की छवियों के दो करीब लग रहे हैं कोक्लीअ यह एक स्वस्थ कान है यह 5 घंटे के लिए 120 डीबी के संपर्क के बाद है कमोबेश ये बाल हैं रिसेप्टर्स खो गए हैं जिसका मतलब है कि एक स्थायी सुनवाई हानि है जो इस विशेष व्यक्ति के लिए होने वाली है ध्वनि बाहरी प्रचार कैसे करती है हमने इस समीकरण को देखा कि एल पी और एल डब्ल्यू के बीच का संबंध ध्वनि दबाव है जो इसके बराबर होगा LpLw−20logr−11 r यहां दूरी है इसलिए हमने पिछली बार भी बात की थी जब यह दूरी की यात्रा करता है तो ध्वनि कैसे बदलती है हम पहले गैर दिशात्मक स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं फिर से जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ गोलाकार बिंदु है यह चारों ओर फैला हुआ है इसके चारों ओर कोई अवरोध नहीं है जो सभी 360 डिग्री में फैल सकता है इसलिए यदि आप पहली दूरी को r 1 के रूप में लेते हैं यदि आपके पास r 2 के रूप में दूसरी दूरी है तो ध्वनि 1 और ध्वनि दबाव 2 के बीच दबाव अंतर क्या होगा अंतर r1 बटे r2 होगा यदि आप उदाहरण के लिए कहते हैं तो आपके पास 5 मीटर पर 98 डीबी के स्तर का एक ध्वनि दबाव है 20 मीटर के बाद पहले यह 1 दोहरीकरण है और 5 मीटर के बाद 2 दोहरीकरण 10 है आप इसे दोगुना कर रहे हैं तब आपके पास एक और है ध्वनि दबाव स्तर में लगभग 6 डेसिबल की कमी होगी हमने गैर दिशात्मक स्रोतों के बारे में बात की थी लेकिन हमारे द्वारा अनुभव किए गए अधिकांश स्रोत दिशात्मक हैं अंतरिक्ष में एक भी बिंदु नहीं है जहां से आप ध्वनि सुन सकते हैं भवन और भवन संबंधी या परिवहन संबंधी अधिकांश ध्वनियाँ दिशात्मक हैं दिशात्मक स्रोत का सरल उदाहरण आप कमरे के केंद्र में एक मोटर लगाते हैं जैसे आप मोटर को लटकाते हैं यह फिर से ध्वनि का उत्सर्जन कर रहा है यह दिशात्मक होगा क्योंकि मोटर में बहुत सारे घटक होते हैं प्रत्येक घटक में दिशात्मक कारक होता है लेकिन कल्पना करें कि आप मोटर को फर्श की प्लेट पर लगा रहे हैं अब एक आयाम है जिसमें कुल ध्वनि प्रसार अवरुद्ध है तो यह केवल अर्ध गोलाकार है जिसमें एक दिशात्मक मात्रा पेश की जाती है उसी तरह के उपकरण यह एक मोटर या पंप हो सकता है जिसे 90 डिग्री दीवार के कोण पर तय किया गया है यहां आप इसे ठीक कर रहे हैं फिर यह इस गोलार्ध का केवल एक खंड है जिसमें ध्वनि का प्रचार हो रहा है इसके बजाय आप इसे एक कमरे के कोने में उसी स्रोत पर रख रहे हैं तो ध्वनि की दिशा तीन तरफ से अवरुद्ध है इसलिए यह एक ही चीज परावर्तित होगी और फिर से उसी दिशा में वापस आ जाएगी आदर्श रूप से कथित ध्वनि दबाव का स्तर इस से इस तक और फिर इस तक बढ़ जाना चाहिए यह दो मात्राओं के संदर्भ में व्यक्त किया गया है एक प्रत्यक्षता कारक और प्रत्यक्षता सूचकांक है क्यू को हम आमतौर पर प्रत्यक्षता कारक के रूप में संदर्भित करते हैं यह ओमनी दिशात्मक स्रोत की तीव्रता के अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है ओमनी दिशात्मक स्रोत के संबंध में एक दिशात्मक स्रोत Directivity Index10 log10Qθ हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे और इसे समीकरण में देखेंगे यह समीकरण में फिट बैठता है व्युत्पत्ति की एक श्रृंखला है जिसे मैं अभी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं यह इस पूरे समीकरण में फिट बैठता है यह एक अन्य कारक प्लस DI थीटा के रूप में जोड़ता है जो कि प्रत्यक्षता सूचकांक एक और कारक के रूप में जोड़ता है अब हम कुछ संख्याओं को प्रतिस्थापित करते हैं और इसे देखते हैं आइए हम 110 dB की एक निरंतर ध्वनि शक्ति स्तर लेते हैं और हमें भी दूरी मान को स्थिर करते हैं हमें 2 मीटर की दूरी पर ले जाते हैं हम आगे नहीं जा रहे हैं हम 2 मीटर की दूरी पर स्थिर हैं इस विशेष बिंदु पर 110 डीबी ध्वनि शक्ति स्रोत यदि आपको दबाव के स्तर पर यह पता लगाना है तो पहले ओमनी दिशात्मक स्रोत के लिए ध्वनि दबाव स्तर को कम किया जाएगा डीआई थीटा के प्रभाव को शून्य कर दिया जाएगा क्योंकि क्यू 0 है अब क्यू 1 है DI थीटा 0 होगा इसलिए प्रभाव शून्य है फिर एक विशेष फर्श की प्लेट के लिए एक फर्श प्लेट पर तय पंप एक दिशा यह पूरी तरह से काट दिया जाता है डाइरेक्टिविटी फैक्टर 2 हो जाता है इसका लॉग आपको 3 मिलेगा 3 डीबी का जोड़ है फिर अगला मामला Q 4 का है दो पक्ष अवरुद्ध हैं आपको यहाँ 6 dB जोड़ मिलता है 93 के बजाय यह 96 हो जाता है तब यह 99 होता है तब जब आपके पास 3 साइड अवरुद्ध होते हैं तो केवल एक पक्ष ध्वनि प्रचारित करने वाला होता है आपके पास एक Q का मान 8 है इसका अर्थ है कि यह नौ dB जोड़ है एक ही दूरी एक ही ध्वनि शक्ति स्रोत जैसा कि प्रत्यक्षता बदलती है यदि आप अधिक से अधिक दिशाओं को बदल रहे हैं यदि यह एक तरफ केंद्रित है तो ध्वनि दबाव स्तर बढ़ने वाला है एक ही पंप को कमरे के केंद्र में बनाम फर्श की प्लेट पर बनाम एक दीवार के कोने पर और कमरे के कोने पर रखा जाता है 2 मीटर पर ध्वनि दबाव का स्तर काफी भिन्न होता है यह हमें पहले समझने की जरूरत है इसके अलावा 3 प्रकार के ध्वनि स्रोत हैं अब तक हम अंतरिक्ष के केंद्र में एक बिंदु के रूप में ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं या एक निश्चित दिशा के साथ बिंदु ध्वनि एक विशेष बिंदु से उत्सर्जित हो रही है दो अन्य प्रकार के स्रोत हैं जो बिंदु स्रोत के अलावा महत्व के हैं अगला एक लाइन स्रोत है तीसरा एक प्लानर स्रोत है मैं आपको इन स्रोतों में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूं प्रसार पैटर्न अलग है इस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में मैं आपको लाइन या प्लानर स्रोतों से संबंधित समीकरणों या व्युत्पत्ति का परिचय नहीं दे रहा हूं हम अकेले बिंदु स्रोत से शुरू करेंगे जो हमें ध्वनिक संबंधी डिजाइन से संबंधित चीजों के निर्माण के साथ आगे करना होगा इसलिए पहला बिंदु स्रोत है जिसे हम देख रहे हैं इसे अलग करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कल्पना कीजिए कि आप इस बिंदु पर स्थित हैं आपके पास एक ट्रेन है जो गुजर रही है आपके पास एक ट्रेन है जो आपके यहां खड़े होने पर जा रही है यह विशेष बात एक बिंदु नहीं है यह एक रैखिक स्रोत है या आप कुछ दूरी पर हैं आपके पास एक यातायात गलियारा है और आपके पास वाहनों की एक श्रृंखला है इसलिए जब आपके पास एक तरफ एक यातायात गलियारा होता है तो आपके पास प्रत्येक वाहन होता है उदाहरण के लिए एक वाहन है इस वाहन में से प्रत्येक कुछ ध्वनि का उत्सर्जन करने वाला है आप इस बिंदु पर स्थित हैं तो अब इस बिंदु पर आप इन वाहनों में से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से सुनेंगे अब यह ट्रेन आप इसे एक ही स्रोत के रूप में सुन पाएंगे इस मामले में अगर मैं एक विशेष दूरी से आगे बढ़ रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मैं 10 मीटर की जगह 40 मीटर की दूरी पर जा रहा हूं अब मुझे क्या महसूस होगा की वे एक दूसरे के साथ विलय करते हैं और आप एक एकल ध्वनि दबाव प्राप्त कर पाएंगे आप यह अंतर नहीं कर पाएंगे कि किस वाहन से कौन सी ध्वनि उत्सर्जित हो रही है लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते जाते हैं और स्रोत की विशेषताओं के बारे में पता चलता जाता है इसलिए आप उनमें से प्रत्येक को विशिष्ट बिंदु स्रोतों के रूप में महसूस करना शुरू कर देंगे प्रत्येक एक ध्वनि उत्सर्जक बिंदु है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और वे एक साथ विलीन हो जाते हैं और आप उन्हें लाइन स्रोतों के रूप में सुनना शुरू कर देते हैं जवाब बहुत दूर चले जाएंगे तो यह एक ही स्रोत में विलीन हो जाएगा यदि हम उसी ट्रेन का उदाहरण लें तो यदि आप 50 से 60 मीटर की दूरी पर है तो आप इसे एक बिंदु स्रोत की तरह महसूस करेंगे विशिष्ट उदाहरण के लिए यदि आप चिलर यूनिट के साथ काम कर रहे हैं या आप एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ काम कर रहे हैं तो पूरी मशीनरी कुछ ध्वनि उत्सर्जित कर रही है अगर आपको इसे मापना है तो कुछ मामलों में प्लानर के स्रोत कुल ध्वनियों को किसी विशेष सतह से उत्सर्जित करते हैं या एक विशेष सतह आप इसे एक प्लेनर स्रोत के रूप में मान सकते हैं यह कुछ औद्योगिक गणना या यहां तक कि पर्यावरणीय गणना पर निर्भर करता है जिसमें वे प्लानर स्रोतों का उपयोग करते हैं कुछ मामले जो हम लाइन स्रोतों या बिंदु स्रोतों का उपयोग करेंगे दूरी के आधार पर सरल गणना के लिए मैंने बिंदु स्रोतों का उपयोग किया है और मैं आपको प्रदर्शन कर रहा हूं जब हम पर्यावरण के शोर प्रसार के बारे में बात करते हैं तो साधारण बात जिसे हम समझ सकते हैं यह हवा की गति और हवा की दिशा के संबंध में भिन्न होता है उदाहरण के लिए अगर यहां एक बिंदु स्रोत है तो यह ध्वनि उत्सर्जित कर रहा है यह हवा की तरफ है जैसा कि यह है हवा के खिलाफ प्रसार करता है यह ऊपर झुकता है जब यह हवा से दूर प्रसार करता है यह नीचे झुकता है यदि आप पुराने रोमन एम्फ़िथिएटर्स को देखते हैं तो इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू किया गया था स्रोत बनाम दर्शक स्रोत बनाम रिसीवर विंडवर्ड और लीवार्ड पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया क्योंकि कोई प्रवर्धन प्रणाली नहीं थी जो वे ध्वनि के झुकने के ऊपर सावधानी से विचार करते थे फिर से यह जमीन और वायुमंडल के बीच तापमान के अंतर के साथ बदलता रहता है उदाहरण के लिए तापमान कम हो जाता है तो ध्वनि ऊपर जाने के लिए झुक जाती है और तापमान बढ़ने पर यह नीचे झुक जाता है फिर जमीन से इंटरेक्शन होती है उदाहरण के लिए ध्वनि का प्रसार स्रोत से रिसीवर तक एक चमकदार सतह या ठोस सतह या धातु की सतह के माध्यम से करें तब बहुत अधिक परावर्तित ध्वनि होती है जबकि अगर यह घास या वनस्पति से गुजर रही है तो इस सतह में बहुत अधिक विवर्तन और अवशोषण हो रहा होगा यह एक और महत्वपूर्ण घटना है इसके अलावा एक त्वरित बात जिसे हमें पूरा करने की आवश्यकता है इसे पूरा करने के लिए हमें शोर बाधाओं को देखना होगा दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्र के शहरों में शोर बाधाएं तेजी से बढ़ रही हैं हमारे पास बहुत अधिक शोर अवरोध हैं यह तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि शोर का स्तर स्वास्थ्य और सुनवाई के लिए हानिकारक है यह उनकी नींद में खलल डालता है और उदाहरण के लिए अधिक पर्यावरणीय शोर गतिविधियां व्यस्त यातायात गलियारे शांत क्षेत्रों के साथ आवासीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे थे तो आपको कुछ इन्सुलेशन उपाय प्रदान करने होंगे जिनमें से शोर अवरोध सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है इससे पहले कि हम शोर अवरोधों के गणना भाग को देखें एक शोर अवरोधक क्या है यह कुछ वस्तु हो सकती है जो स्रोत से रिसीवर तक ध्वनि के प्रसार को रोक रही है यह प्रत्यक्ष परावर्तन करता है यह ध्वनि को भी फैलाता है यह सतह के उपचार और धार के खत्म होने पर निर्भर करता है कुछ ऐसा है जिसे एज डिफ्रेक्शन कहा जाता है सीधे रास्ते के बजाय इसका हिस्सा परावर्तित होता है इसका हिस्सा विवर्तन के कारण अवरोध से दूर हो जाता है और इसमें से कुछ वापस विचलित हो जाता है इसलिए आमतौर पर आप एक छाया क्षेत्र विकसित करते हैं जिसके भीतर अवरोध प्रभावी होता है कल्पना कीजिए कि यह एक स्रोत है और यह एक रिसीवर है जितना छोटा बैरियर होगा छाया क्षेत्र उतना ही कम होगा क्योंकि बैरियर की ऊंचाई बढ़ने से शैडो ज़ोन अधिक होगा यह पहली बात है संख्या 2 जैसे जैसे स्रोत की दूरी बढ़ती है या रिसीवर की दूरी बाधा की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा देती है तो हम यह कैसे निर्धारित करते हैं कि बाधा की प्रभावशीलता क्या है इससे पहले कि एक और बात यह आवृत्ति पर दृढ़ता से निर्भर करती है यदि आपके पास इस बिंदु से उत्सर्जित एक उच्च आवृत्ति ध्वनि है तो यह परावर्तित या दूर हो जाती है जबकि कम आवृत्ति ध्वनि जिसमें उच्च तरंग लंबाई होती है कम आवृत्ति में आमतौर पर उच्च लहर की लंबाई होती है और उच्च आवृत्ति ध्वनियों में कम लहर की लंबाई होती है वह विपरीत रूप से अनुपात में रहता है कम आवृत्ति की आवाज़ें अलग हो जाती हैं और फिर वे इस पर वापस आ जाती हैं इसलिए आमतौर पर पर्यावरणीय शोर बाधाएं बहुत प्रभावी होती हैं और उच्च आवृत्ति रेंज पर बनाई जाती हैं लेकिन अगर आपको इसे कम आवृत्ति के लिए प्रभावी बनाना है तो आपको कम आवृत्ति ध्वनियों को रोकने के लिए बाधाओं के विशेष उपचार या विशेष डिजाइन की आवश्यकता होती है तो हम इसके लिए कैसे गणना करते हैं एक महत्वपूर्ण संख्या वहां है जिसे फ्रेसेल नंबर कहा जाता है मूल रूप से यह पथ की लंबाई के अंतर की गणना के चारों ओर घूमता है आपके पास स्रोत है आपके पास यहां रिसीवर है यह इस तरह स्थित है आप यहां एक शोर अवरोधक बना रहे हैं यह एक स्रोत है यह उदाहरण के लिए एक रिसीवर है तो आपके पास यहां एक सीधी दूरी है और फिर आपके पास एक ध्वनि यात्रा दूरी है यह एक सीधी दूरी है इस अवरोध की अनुपस्थिति में यह दिशा होगी और यह वह मार्ग होगा जिसमें ध्वनि का प्रचार होगा जबकि अब बाधा की उपस्थिति के साथ यह एक अलग मार्ग ले रहा है यह यहां है हम इसके बारे में ए बी और सी के रूप में बात कर रहे हैं यह A है यह B है और यह एक वास्तविक दूरी C है अब हमें पथ अंतर की गणना करनी है जो कि A प्लस B माइनस C है आपको एक संख्या प्राप्त होगी यदि आप इसे ध्वनि की तरंग लंबाई के साथ प्रतिस्थापित करते हैं लैम्ब्डा है ध्वनि की लंबाई तो तरंग लंबाई प्लस या माइनस 2 द्वारा इस नंबर पर आपको एक नंबर मिलेगा जिसे फ्रेस्नेल नंबर कहा जाता है शोर अवरोध की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए यह फ्रेसेल संख्या बहुत महत्वपूर्ण है पॉजिटिव इंगित करता है कि बैरियर प्रभावी है यह है कि रिसीवर साइट की लाइन में नहीं है यदि आप स्रोत हैं तो आप रिसीवर को नहीं देख सकते हैं या यदि आप रिसीवर हैं तो आप स्रोत को नहीं देख पाएंगे इसका मतलब यह है कि अवरोध साइट की रेखा के बीच एक अवरोध पैदा कर रहा है यह साइट की सीधी रेखा को अनुमति नहीं दे रहा है जबकि स्रोत और रिसीवर की साइट की लाइन सीधे देखी जाती है साइट की लाइन वहां है फिर यह नकारात्मक हो जाता है प्रभावशीलता नहीं होती है आपको अवरोध की उचित प्रभावशीलता नहीं होगी उदाहरण के लिए आपके पास एक स्रोत है यहां आप 20 वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट में हैं एक शोर अवरोध है आप साइट की सीधी रेखा में हैं आपको बाधा का प्रभाव नहीं होगा फिर एक बार जब आप फ्रेसेल नंबर को जान लेते हैं तो आपके पास यह सरल सूत्र होता है यह टैन एच हाइपरबोलिक टैन 2 पाई के वर्गाकार जड़ें फ्रेस्नेल नंबर 2 पीआई एन प्लस 5 डीबी का वर्गमूल है इसलिए यह वास्तव में आपको देगा प्रभावशीलता या क्षीणन क्षीणन एक सरल शब्द है जिसका उपयोग हम यह पता लगाने के लिए करते हैं कि ध्वनि दबाव का स्तर कितना कट गया है तो अवरोध क्षीणन 2 लॉग एन टैन हाइपरबोला स्क्वायर रूट के 2 लॉग एन प्लस 5 डीबी के 20 लॉग स्क्वायर रूट द्वारा दिया जाता है यदि आप कुछ संख्या का विकल्प देते हैं तो मैं आपको अपने अभ्यास के लिए कुछ काम करने के उदाहरण दे रहा हूं एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि शोर बाधाओं से कितना प्रभावी और कितना ध्वनि दबाव का स्तर कट जाता है तो बाधा क्षीणन का गठन किया जा सकता है सबसे पहले आपको पथ लिंक अंतर ए प्लस बी माइनस सी निर्धारित करना होगा इस संख्या का उपयोग करके आप फ्रेस्नेल नंबर को खोजने में सक्षम होंगे आप इसे आगे प्रतिस्थापित करते हैं यहां आप यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि एक बाधा क्षीणन क्या है विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं और गणना भी काफी भिन्न होती है लेकिन सरल और मूलभूत चीज यहां है यह वास्तव में एक और महत्वपूर्ण बात है यहां ध्यान दें आपके पास भाजक में तरंग की लंबाई है इसलिए एक बार लहर की लंबाई बढ़ रही है जो कम आवृत्ति ध्वनि है लहर की लंबाई अधिक है इसलिए फ्रेस्नेल संख्या नीचे आती है जबकि यदि आपके पास एक उच्च आवृत्ति ध्वनि है तो तरंग की लंबाई छोटी है आपके पास फ्रेस्नेल संख्या है जो प्रभावी क्षेत्र में है इसलिए यदि ध्वनि स्रोत उच्च आवृत्ति का है तो भी एक छोटे अवरोधक के पास बहुत प्रभावी ध्वनि सुरक्षा होगी जबकि कम आवृत्ति की ध्वनि के लिए कभी कभी लम्बे अवरोध भी प्रभावी नहीं हो सकते हैं यह केवल ऊर्ध्वाधर विमान में ही नहीं है एक बाधा की कल्पना करें जो आपके पास एक स्रोत है आपके पास एक रिसीवर है यह इस तरह से भी पथ पर निर्भर करता है यह क्षैतिज तरफ भी है तो इसके साथ ही आप पथ अंतर की गणना कर सकते हैं और आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितनी लंबी बाधा की आवश्यकता है तो आपके पास यहां एक पंप या मशीनरी है आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं फिर ऊंचाई मायने रखती है और बाधा की चौड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका है इन सरल समीकरणों का उपयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको ध्वनि सुरक्षा देने के लिए किस ऊँचाई और अवरोध की चौड़ाई आवश्यक है इस मॉड्यूल के एक भाग के रूप में हमने ध्वनि प्रसार ध्वनि प्रसार की मूल बातें देखीं यह दूरी के संबंध में कैसे भिन्न होती है फिर हमने डेसिबल स्केल जोड़ को देखा फिर हमने दिशात्मक और गैर दिशात्मक स्रोतों के बारे में बात की और अंत में हमने शोर अवरोधों की प्रभावशीलता या क्षीणन से संबंधित कुछ गणनाएँ देखीं Thank you धन्यवाद